आज हम प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे समय की अवधि के साथ प्रशिक्षण का तरीका भी बदल गया है मुझे याद है कि प्रोफेसर श्री रंगनेकर ने जब उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए थे और उस समय उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ऑडियो और वीडियो बनाया और उन्हें प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए जाना जाता था समय की अवधि के साथ प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी की भूमिका बदल गई है अब यहाँ हम चित्र देख सकते हैं और इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक डॉक्टर है यह महिला डॉक्टर एक अन्य डॉक्टर को एक तस्वीर दिखा रही है जो कुछ दूरी पर स्थित है हम यह भी पढ़ते रहते हैं कि इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और विज़ुअल एड्स के माध्यम से जूनियर डॉक्टरों को प्रशिक्षण संभव है इस प्रकार के सभी प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकते हैं इसलिए हम प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी कर सकते हैं इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि कॉर्पोरेट सेटिंग्स के साथ साथ ग्रेड स्कूलों हाई स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीखने और प्रशिक्षण में बदलाव के साथ इस तरह के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे एनपीटीईएल कार्यक्रम निश्चित रूप से एक उदाहरण है यह इस तरह है कि कैसे हम प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं फिर नई तकनीकों ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से जुड़ी लागत को कम करना संभव बना दिया है अब हर बार संगठन के लिए अपने कर्मचारियों को छोड़ना और उन्हें जाने के लिए कहना संभव नहीं है एक पक्ष की आवश्यकता है कि वे अपने कार्यस्थल पर हैं दूसरी तरफ यह प्रशिक्षण की लागत है जिसे भी कम किया जाना है और इसलिए उस संदर्भ में हम देखते हैं कि यह यह तकनीक है जो कर्मचारियों को इसे वितरित करके हमें बहुत मदद करती है एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उनके लचीले कामकाजी घंटों के साथ हो सकता है इसलिए वे इन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपने ब्रेक के दौरान अंतराल के दौरान या अपने घर से सीख सकते हैं और इसलिए उनका उत्पादक समय बढ़ता है और साथ ही साथ लागत में कमी आती है सीखने के माहौल की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए यदि प्रशिक्षक शारीरिक रूप से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर रहा है तो वह इस प्रकार के तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर सकता है और कक्षा में भी सीखने का माहौल बना सकता है जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा और यह सब कॉर्पोरेट क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रणी हैं एक तरफ प्रशिक्षण सत्र का प्रभाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लागत कम हो रही है और साथ ही साथ हम अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं प्रौद्योगिकी ने प्रशिक्षण को विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर पहुंचाने में सक्षम बनाया है जो कि दुनिया भर में है जो बहुत ही सामान्य और लोकप्रिय हो गया है और कभी कभी सीधा प्रसारण हो सकता है और कभी कभी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है इसलिए हम पाते हैं कि Youtube एक और उदाहरण है जहां लोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए परिचित हो रहे हैं जैसे कई छात्र सॉफ्टवेयर्स या विश्लेषणात्मक उपकरण सीखते हैं कार्यकारी वे कुशल प्रबंधकीय प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए कई सॉफ़्टवेयर सीखते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे घर से काम करते हैं मोबाइल प्रौद्योगिकी एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है व्यक्तिगत कंप्यूटरों ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना संभव बना दिया है अन्य मॉडल जिनकी मैंने जरूरतों के मूल्यांकन के दौरान चर्चा की है जरूरत के आकलन में प्रौद्योगिकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और वे प्रौद्योगिकी की मदद से इस जरूरत का आकलन करने में सक्षम हैं उदाहरण के लिए उन्हें रिपोर्ट मिलती है उन्हें मेल मिलते हैं वे नौकरी का मूल्यांकन या प्रदर्शन प्राप्त करते हैं मूल्यांकन या संभावित मूल्यांकन और फिर उसके आधार पर वे जरूरत का आकलन कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की मदद से ट्रेनिंग प्रोग्राम का डिजाइन तैयार किया जा सकता है एक साधारण उदाहरण मैं यहाँ उपयोग कर रहा हूँ पावर प्वाइंट है पावर प्वाइंट की मदद से हम प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं हम एक्सेल शीट सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग कर सकते हैं हम इन अलग अलग शब्द फ़ाइलों पीडीएफ फाइलों और विभिन्न प्रकार के वीडियो का उपयोग कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और एक जगह से दूसरी जगह तक ज्ञान को डिजाइन और स्थानांतरित करना संभव हो सकता है भले ही दूरी के बावजूद और इसलिए उस मामले में हम इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं फिर हम उस मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं जो प्रौद्योगिकी की मदद से एक प्रशिक्षण डिजाइन है इसमें कम समय लगता है और प्रौद्योगिकी की सहायता से बेहतर तरीके से संवाद करने में मदद मिलती है हम चित्र ग्राफ टेबल बना सकते हैं और वे सीखने के माहौल पर अधिक प्रतिबिंब बनाते हैं इसलिए यह प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है अगले दशक में नाटकीय रूप से वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण तकनीकों के उपयोग की उम्मीद है अब आप देख सकते हैं कि यह संतृप्ति नहीं है उदाहरण के लिए वास्तुकला में आज एक नई कार का आविष्कार किया गया है और इस नई कार में अपने टायर हैं जो रोबोटिक्स के माध्यम से और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से काम करते हैं जिसके परिणामस्वरूप यह पहाड़ियों पर भी सवारी करने में सक्षम होगा और यह भी इस कार का उपयोग अंतरिक्ष में भी किया जा सकता है अब यदि इस प्रकार के लक्षित लक्ष्य हैं तो प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उदाहरण के लिए जब हम कृत्रिम बुद्धि में रोबोटिक्स के बारे में बात करते हैं तो वे इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तंत्र बन जाते हैं और अगले दशक में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग के लिए इस प्रकार के उपकरणों और तकनीकों में अधिक सुधार होगा प्रौद्योगिकी की लागत कम हो जाती है और इस प्रकार कंपनी कैम संभावित लागत को पहचानता है यह न केवल इस वित्तीय वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लागत कम हो जाएगी बल्कि यह भविष्य में लागत को बचाएगा और इस प्रकार कंपनियां बचत कर सकेंगी संभावित लागत लागत को तब भी बचाया जा सकता है जब प्रशिक्षण डेस्कटॉप और व्यक्तिगत कंप्यूटर के माध्यम से दिया जाता है व्यक्तिगत कंप्यूटर और डेस्कटॉप का उपयोग बढ़ रहा है और इस प्रकार प्रशिक्षण की जरूरतों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण अधिक सुविधाजनक अधिक प्रभावी और अधिक आर्थिक होता जा रहा है इसलिए प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तंत्र के उपयोग के लिए एक महान समर्थन बनता जा रहा है इसलिए आम तौर पर प्रौद्योगिकी का एक और पहलू है जो जरूरी नहीं कि एक पक्ष हो उदाहरण के लिए रिकॉर्डिंग वहां हो सकती है इस कार्यक्रम में विशेष रिकॉर्डिंग पर बातचीत होगी जहां शिक्षार्थी सीखता है और उसके बाद वह इसके माध्यम से भी सीख सकता है प्रश्न पूछते हैं और एक इंटरैक्टिव तरीके से इसका उपयोग करते हैं यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है जहां एक ही समय में प्रशिक्षुओं की संख्या के साथ सम्मेलन हो सकता है फिर निश्चित रूप से इस प्रकार के स्टूडियो अधिक संवादात्मक बनाने में मदद करेंगे और जब अधिक अन्तरक्रियाशीलता होती है तो सीखने वाला पहले पाठ के माध्यम से जाता है और फिर अपने संदेह के आधार पर स्रोत व्यक्ति के साथ बातचीत करता है जिसे वह फिर स्पष्ट करता है इसलिए इस विशेष स्थान पर बातचीत बहुत आम हो जाती है जब वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं यह अधिक इंटरैक्टिव भी हो जाता है पुरानी तकनीक की तरह नहीं जहां आपके पास सिर्फ वीडियो हैं और फिर आप संसाधन व्यक्ति के साथ एक ही समय में बातचीत करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए यहां बातचीत भी संभव है अब जब हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो आप बड़े कैनवास को कवर कर सकते हैं और इसलिए उस स्थिति में आप पाएंगे कि जो सामग्री हम उपयोग कर रहे हैं वह अधिक होगी प्रशिक्षण की मदद से वह अधिक इनपुट प्राप्त करने में सक्षम होगा जो वह कक्षा प्रशिक्षण में नहीं जा सकते हैं और इसलिए उस मामले में कम समय में अधिक सीखने की आवश्यकता होगी इसलिए प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिक कुशल होता जा रहा है व्यक्ति तो स्पष्ट नहीं है कि वह उस विशेष वीडियो या प्रौद्योगिकी के उस विशेष स्रोत दोहरा सकते हैं और संशोधन से वह अधिक सामग्री सीखेगा वह जहाँ चाहे वहाँ रुक सकता है और प्रश्न पूछ सकता है और इस प्रकार विस्तार से समझ सकता है संशोधन संभव है भले ही यह कक्षा में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण की तरह एक से एक प्रशिक्षण हो लेकिन फिर इसमें अधिक समय लगेगा यह अधिक महंगा होगा और इसमें कुछ संदेह हो सकते हैं और इसलिए सामग्री की चोरी और संशोधन संभव है प्रौद्योगिकी का उपयोग अब शिक्षण का प्रबंधन एक शिक्षार्थी कैसे सीखता है इसलिए अब हम सीखने के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांतों को जानते हैं और इसलिए सामाजिक सिद्धांतों की मदद से शिक्षार्थी सीखता है इसलिए यहां वह उदाहरण के लिए अपने सीखने का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे संसाधनों में बिताए गए समय हम जानते हैं कि जनशक्ति संसाधन है इसलिए जनशक्ति की सहायता से जब इस तकनीक की सहायता से कुछ समय में जनशक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वह जनशक्ति का उपयोग कर सकता है दूसरी मशीनरी है तकनीक की मदद से मशीनरी का उपयोग भी संभव है तीसरा पैसा है सीखने वाला अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करता है और यह अधिक आर्थिक होगा क्योंकि वह अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकता है उदाहरण के लिए वह अध्ययन सामग्री को संशोधित कर सकता है और अध्ययन सामग्री की नरम प्रतियां प्राप्त कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप वह सामग्री का प्रबंधन करने में सक्षम होगा तो आदमी मशीन सामग्री और पैसे के अलावा आजकल आप तरीकों के बारे में बात करते हैं मैं कई प्रशिक्षण विधियों पर चर्चा करूंगा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रदर्शित करूंगा कि इस प्रकार के संसाधनों को प्रौद्योगिकी की मदद से प्रबंधित किया जा सकता है इन विधियों का उपयोग किया जा सकता है और समय का प्रबंधन किया जा सकता है इसलिए जब हम प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो प्रबंधन में हम संसाधनों के बारे में बात करते हैं संसाधन आदमी मशीन सामग्री पैसा तरीके और मिनट हैं तो इन छह संसाधनों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ प्रबंधित किया जा सकता है केवल प्रबंधन ही नहीं हम योजना में प्रौद्योगिकी के कार्यों के बारे में बात कर सकते हैं तो नियोजन के प्रबंधकीय कार्यों में प्रौद्योगिकी की भूमिका सत्र योजनाओं के निर्धारण को स्वयं सीखने वाले द्वारा योजना बनाई जा सकती है और इसे व्यवस्थित किया जा सकता है प्रबंधन का दूसरा कार्य जिसे वह इस विशेष तकनीक की सहायता से व्यवस्थित कर सकता है जब उसे सीखना है उसे कैसे सीखना है और उसे कहाँ सीखना है इसलिए वह इस प्रकार के आयोजन का निर्णय ले सकता है फिर अधिक नियंत्रण तकनीकें होंगी जिससे वह विराम ले सकेगा संशोधन कर सकेगा फिर से समझ सकेगा और बातचीत कर सकेगा इसलिए उसके पास एक अद्भुत नियंत्रण तकनीक होगी लेकिन इसके लिए अधिक प्रभावी होने के लिए समन्वय होना आवश्यक है उसे संसाधनों का प्रबंधन करना होगा उन्हें समन्वय और नियंत्रण के प्रबंधकीय कार्यों को लागू करना होगा और अंत में नेतृत्व को इसलिए ये सभी कार्य जब कोई व्यक्ति प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है तो प्रबंधन योजना आयोजन अग्रणी समन्वय और नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा यदि हम कक्षा में प्रबंधकीय कार्य या मैनुअल प्रशिक्षण की बात करते हैं तो उस स्थिति में योजना और आयोजन को ठीक किया जाएगा यह लचीला होना चाहिए लेकिन अगर यह लचीला नहीं है तो गोद लेने का प्रश्न हो सकता है और इसलिए उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करें यह लचीला और गोद लेने योग्य होना चाहिए ताकि अंतिम उत्पादकता बढ़ाई जा सके इसलिए यह केवल मोड्ज़ अवधारणा है जब भी हम प्रभावशीलता के बारे में बात करते हैं तो प्रबंधकीय प्रभावशीलता उत्पादकता अपनाने और लचीलेपन के बारे में बात करती है इसलिए इसलिए तकनीक की मदद से हम प्रशिक्षण की इस प्रबंधकीय प्रभावशीलता का उपयोग कर सकते हैं प्रशिक्षण प्रबंधन लचीलापन अपनाने और उत्पादकता की मदद से किया जा सकता है मैंने प्रबंधक के उन कार्यों में से एक का उल्लेख किया है जो समन्वय या सहयोग है इसलिए इस मामले में हमारे पास यह सहयोग होगा सहयोग विभिन्न संसाधनों संगठनों प्रशिक्षुओं साथियों और हितधारकों के साथ सहयोग के संदर्भ में होगा इस मामले में सहयोग प्रभावी होगा यदि हम प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में बात करते हैं फिर संचार का तरीका संचार के तरीके में हमारे पास संचार के मौखिक गैर मौखिक रूप हैं संचार के गैर मौखिक मॉडल में हम विशेष प्रकार के आंकड़े चित्र तालिकाओं ग्राफ़ को चित्रित करते हैं ताकि अधिक स्पष्टता सहमति हो संचार के सभी छह सी का संचार यहां किया जाएगा और इसलिए जब हम संचार में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो यह अधिक प्रभावी हो जाता है अब कॉहोर्ट का अर्थ वहाँ है जब भी हम इस प्रकार के प्रशिक्षण और प्रशिक्षक का उपयोग करते हैं तो उनके पास कॉहोर्ट का यह विशेष अर्थ होगा जिसके परिणामस्वरूप सीखने की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के शिक्षण का निर्माण करेगी और सीखने की प्राथमिकताएँ हैं इसलिए जब भी हमें विभिन्न प्रकार के शिक्षण का उपयोग करना होता है तो प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि सीखने वाले को किसी एक संसाधन व्यक्ति से प्रशिक्षण प्राप्त करना है उसके पास अलग अलग वीडियो होंगे और उसके पास आसानी से विकल्प होगा उसे घर पर रहने या कार्यस्थल पर बने रहने का विकल्प चुनना पड़ता है इस तरह से उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण विकल्प होंगे इसके अनुसार वह सेगमेंट की पहचान कर सकता है और उसकी आवश्यकताएं क्या हैं और कौन से वीडियो उन आवश्यकताओं को वितरित करने में सक्षम होंगे तो इस तरह से उसे और प्राथमिकताएँ मिलेंगी अब जब भी हम तकनीक के उपयोग के बारे में बात करते हैं तो हम फॉर्मेटिव योगात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं और जब भी हम फॉर्मेटिव और योगात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अर्थात हम उस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को कैसे प्रारूपित करने जा रहे हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक बहुत मजबूत सूत्र और दिए गए दिशानिर्देश हैं दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिज़ाइन प्रारंभिक होगा साथ ही यह योगात्मक मूल्यांकन भी होगा इसलिए आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे संचालित किए हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन तकनीक की सहायता से कैसे किया जा सकता है अब यह कैसे प्रशिक्षुओं की मदद करता है यह प्रशिक्षुओं को उनकी शिक्षा पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति देता है इसलिए यह प्रशिक्षुओं के लिए एक अद्भुत आशीर्वाद है कि उनके पास विकल्प होंगे और उनके पास अलग अलग प्रशिक्षक होंगे और वह जो सीखना चाहते हैं और इसलिए न केवल इन विकल्पों को वह अपने स्वयं के सीखने को बेहतर और कुशल तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं इसके साथ ही वह उन घटकों को प्राप्त करने में सक्षम होगा या नहीं और इसलिए उस स्थिति में एक प्रशिक्षु का उनकी शिक्षा पर अधिक नियंत्रण होगा अब इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम व्याख्याताओं को अधिक मार्गदर्शन करने और कम पढ़ाने की अनुमति देते हैं अब यह भी शिक्षा प्रणाली की सीमाओं में से एक है इसलिए जब भी हम सिखाते हैं तो अधिक अवशोषण होता है लेकिन तब अगर कक्षा प्रशिक्षण में अवशोषण और अपनाने की क्षमता कम है तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण की प्रभावशीलता कम होगी इसलिए यहां प्रशिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए हम पाते हैं कि शिक्षण कम होना चाहिए लेकिन उदाहरण और प्रदर्शन अधिक होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप सक्रिय झुकाव सिद्धांत वहां होगा जैसा कि हमने पहले बात की थी और निष्क्रिय सीखने में इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्याख्याताओं को प्रशिक्षु को अधिक मार्गदर्शन करने की अनुमति मिलेगी और प्रशिक्षण का विशिष्ट रूप होगा यहां जब हम ज्ञान के स्तरों के बारे में बात करते हैं तो ज्ञान के पांच स्तर होते हैं और ये ज्ञान के स्तर ज्ञान हैं 1 ज्ञान 2 ज्ञान 3 ज्ञान 4 और ज्ञान 5 अब यदि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जो हैं अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे वे सुविधाजनक हैं फ्लेक्सी टाइमिंग है और वे विशिष्ट ज्ञान को लक्षित करते हैं और विशिष्ट लाभ है तो यह निश्चित है कि यह ज्ञान के निर्माण के संदर्भ में बहुत प्रभावी होगा क्योंकि प्रशिक्षु के पास विकल्प है और वह कर सकता है पहले चरण में ज्ञान से दूसरे चरण में जाएँ तो यह शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बारे में है और शिक्षण प्रक्रिया में एक प्रशिक्षु विभिन्न स्तरों के ज्ञान प्राप्त कर सकता है विशेष रूप से ऑनलाइन प्रोजेक्ट जब हम ऑनलाइन परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं जो केवल तकनीक की मदद से संभव है इस प्रकार के ऑनलाइन प्रोजेक्ट या इस प्रकार के क्लाइंट और असाइनमेंट शिक्षार्थियों को संलग्न कर सकते हैं और उनके सीखने के अनुभवों को बढ़ा सकते हैं क्योंकि यह दुनिया भर में सुलभ होगा इसलिए इसलिए आप किसी भी गांव दुनिया के कोने के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं और इसलिए उस मामले में वे कुछ वास्तव में आकर्षक और सीखने के अनुभव प्रदान कर सकते हैं जो उनके सीखने और सीखने को बढ़ाएगा यह करने और सीखने का एक उदाहरण होगा जब भी ऐसा करने और सीखने का एक उदाहरण है जहां कर्मचारी लगे हुए हैं फिर फिर विशेष रूप से यह तीन कारकों पर निर्भर करेगा जो है ताक़त अवशोषण और समर्पण वह ऊर्जा स्तर क्या है और वे तकनीक की मदद से सीखने के लिए कैसे समय बिता सकते हैं फिर अवशोषण क्षमता है जिसे मैंने पहले ज्ञान के स्तर के बारे में उल्लेख किया था कि यदि ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तो अवशोषण की सुविधा निश्चित रूप से बढ़ जाएगी फिर हम उत्पादकता या प्रतिबद्धता के बारे में बात करते हैं यह सुनिश्चित है कि यह उच्च होना चाहिए और फिर कर्मचारी की सगाई उच्च पक्ष में हो सकती है इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कर्मचारी की सगाई भी बढ़ सकती है अब यहां शिक्षक मचान और सुरक्षा जाल प्रदान कर सकते हैं और इसलिए उस स्थिति में यदि कोई ऐसा मौका है जो व्यक्ति को समझने या गलत समझने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायता प्रदान कर सकता है और मार्गदर्शन और जिसके परिणामस्वरूप यह मुश्किल नहीं होगा यह एक खतरा नहीं होगा बल्कि इसके बजाय सहायक अधिक मार्गदर्शक और अधिक सुविधाजनक होगा तो तकनीक की भूमिका उन्हें इस प्रक्रिया की मदद से सीखी गई गलतियों को कम करने और उन्हें आसान बनाने में मदद करेगी और इसी तरह वे अधिक स्मार्ट हो सकते हैं और अब प्रशिक्षुओं के हर समूह में कुछ छात्र हैं जो जोखिम में हैं और यदि वे जोखिम में हैं तो निश्चित रूप से हमें पहचान करना होगा और फिर जोखिम को कम करना होगा लेकिन कक्षा प्रबंधन में कम समय हो सकता है लेकिन जब आप प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं तो प्रस्तुतियाँ बातचीत प्रतिक्रिया इसलिए इसलिए इस जोखिम को कम से कम किया जाएगा जोखिम कम और उत्पादकता अधिक इससे पहले मैंने यह भी उल्लेख किया था कि सहयोग करना बहुत अच्छी तरह से समर्थित हो सकता है इसलिए जब भी हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं तो सहयोग अधिक से अधिक संभव हो जाता है अब हम ई लर्निंग का उपयोग करने वाले कौन से कारक हैं पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक लागत है इसमें एक लागत शामिल है और इस प्रकार यह समस्याग्रस्त हो जाता है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाए लेकिन समय की अवधि के साथ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अब लागत कम हो गई है क्योंकि आप एक निवेश करते हैं लेकिन जब हम आरओआई के बारे में बात करते हैं तो निवेश पर लौटते हैं और फिर वह उच्च होगा इसलिए हमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय दो सिद्धांतों को सुनिश्चित करना होगा या तो आपको प्रौद्योगिकी बनाना होगा या आप प्रौद्योगिकी को लागू कर सकते हैं यह कारकों की संख्या पर निर्भर करता है कभी कभी इसे खरीदना बेहतर होता है और कभी कभी इसे बनाना बेहतर होता है उदाहरण के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाने में उच्च लागत शामिल होगी और कार्यक्रम खरीदने पर कम लागत आएगी इसलिए उस मामले में यह संसाधन व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या सस्ती है और अगर प्रौद्योगिकी का उपयोग सस्ती लागत पर किया जा सकता है तो हम लागत को कम कर सकते हैं लेकिन अगर तकनीक महंगी है तो आप क्या करेंगे यदि प्रौद्योगिकी ही महंगी है विशेष उपकरण उपकरण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के माध्यम से सीखना तो ऐसे साधनों के माध्यम से सीखना महंगा हो जाता है फिर ऑनलाइन सीखने के लिए कर्मचारियों के बीच प्रेरणा की कमी होगी तो इस मामले में लोगों को कक्षा प्रशिक्षण मिलेगा विशेष रूप से मध्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को वे सहज महसूस नहीं कर सकते हैं और यदि वे सहज महसूस नहीं करते हैं तो प्रेरक स्तर कम होगा यदि प्रेरणा का स्तर कम है तो सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होगी तो क्या आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है सीखने को प्रेरित किया जाना चाहिए यदि सीखने वाला प्रेरित नहीं है तो कोई मतलब नहीं है कभी कभी इसकी इच्छा कभी कभी शिक्षार्थियों को लगता है कि यदि शिक्षार्थी तकनीक सेवी नहीं है तो तकनीक शिक्षार्थी को प्रेरित करने में सक्षम नहीं है सरल उदाहरण हो सकता है कई पुराने लोग अभी भी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मोबाइल सीखने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती है उन्हें लगता है कि उन्हें यह तकनीक मुश्किल होगी ताकि तकनीक के कठिनाई स्तर की कल्पना करके कई शिक्षार्थी स्वयं प्रेरित न हों और जिसके परिणामस्वरूप कई कर्मचारी नहीं सीखेंगे फिर प्रबंधन की कमी हो सकती है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि या तो इसे खरीदना है या इसे बनाना है लेकिन धन प्रबंधन के कारण वे खरीदना पसंद नहीं करेंगे और यदि वे इस प्रकार की तकनीक या इस प्रकार के वीडियो खरीदना पसंद नहीं करेंगे तो या इस प्रकार के स्रोत तब प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इस प्रकार की तकनीक का होना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि प्रबंधन इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता है तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संभावना होगी तो क्या महत्वपूर्ण है इसके लिए प्रबंधन का जाना जरूरी है कर्मचारियों तक इंटरनेट की पहुंच का अभाव भारत में बहुत प्रतिशत इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम है इसलिए यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और भारत में आंतरिक स्थानों में एक चुनौती है कि कोई न्यूनतम सुविधा नहीं है यदि उपलब्ध नहीं है तो यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि यह तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रभावी होगी हमें भौगोलिक स्थानों को भी देखना होगा कि इंटरनेट उपलब्ध है या नहीं यदि इंटरनेट संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाएंगे निवेश पर रिटर्न के संबंध में सबूत का अभाव प्रशिक्षण के लिए कई बार सबसे बड़ी आलोचना है सरल उदाहरण मैं देना चाहूंगा पारस्परिक संबंध जब भी हम पारस्परिक संबंधों के बारे में बात करते हैं तो उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप आउटपुट को कैसे मापेंगे अगर रिश्ते से बेहतर है सवाल उठता है कि इसे कैसे मापें और इसलिए उस मामले में अगर निवेश पर रिटर्न के संबंध में प्रमाण की कमी है तो यह पता लगाना मुश्किल होगा कि तकनीक में निवेश सही है या नहीं फिर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की कमी आती है इसलिए कभी कभी यदि हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं तो प्रशिक्षुओं की अपेक्षाएं बहुत अधिक हो सकती हैं और फिर यह आवश्यक नहीं है कि प्रौद्योगिकी में फर्क पड़ेगा यह ट्रेनर है जो एक अंतर लाएगा इसलिए यदि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री नहीं है और केवल सुशोभित वीडियो है तो यह आउटपुट नहीं देगा इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य योग्यता वह ज्ञान है जो एक सामग्री है यह क्या सामग्री है संचार प्रौद्योगिकियां सहायक घटक हैं जो प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाते हैं अब अगले भाग के बारे में बात करेंगे प्रौद्योगिकी और सहयोग डिजिटल सहयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग है जब आप डिजिटल युग के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रौद्योगिकी का उपयोग कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने और विस्तारित करने में मदद करता है ताकि उनकी भौगोलिक निकटता की परवाह किए बिना एक साथ काम कर सकें डिजिटल सहयोग में इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम शामिल हैं बहुत पहले बौद्धिक संपदा निर्माण में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में मेरी एक परियोजना थी और तब मैंने उत्तराखंड में पीएचडी विद्वानों का यह सर्वेक्षण किया था और उनसे इसके बारे में पूछा था उनके अनुसार इंटरनेट समस्या है जबकि संदेश समस्या नहीं है एसएमएस के माध्यम से उस स्थिति में अगर इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में विद्वानों के लिए कोई कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है तो विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मैसेजिंग अधिक लोकप्रिय हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली अधिक प्रभावी थी जब हम ई चौपाल के बारे में बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और आम हो गए हैं वे अलग अलग देशों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठकर बैठक कर रहे हैं और फिर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम हैं जहां जूनियर वरिष्ठों और सहयोगियों से सीख सकते हैं सीखने के ऑनलाइन समुदाय उन विषयों द्वारा आयोजित किए जाते हैं जहां कर्मचारी इंटरैक्टिव चर्चा का उपयोग कर सकते हैं अब यह भी बहुत लोकप्रिय मंच है जो कि ऑनलाइन समुदाय है यदि ऑनलाइन समुदाय बनाए जाते हैं और फिर इस प्रकार के सीखने का आयोजन किया जा सकता है जो अधिक से अधिक इंटरैक्टिव चर्चाओं की अनुमति देता है इस तरह की बातचीत अधिक होती हैं और इस क्षेत्र में टिप्पणियाँ होती हैं जिसके परिणामस्वरूप इंटरैक्टिव चर्चा क्षेत्र होते हैं अब हम प्रशिक्षण सामग्री तरंग लिंक और दस्तावेज़ साझा करते हैं यह ऑनलाइन चर्चा समुदाय प्रशिक्षण सामग्री साझा करते हैं और इसलिए प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराते हैं तरंग लिंक के माध्यम से शिक्षार्थी तेजी से और आसानी से सीख सकते हैं और फिर अन्य दस्तावेज हैंडलिंग सिस्टम हैं अध्ययन सामग्री ऑनलाइन अध्ययन सामग्री या ई लर्निंग बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है फिर इस दस्तावेज़ से निपटने की प्रणाली सीखी जानी चाहिए और यदि इसे ठीक से प्रबंधित प्रौद्योगिकियों के साथ प्रबंधित किया जाता है जो पारस्परिक संपर्क को और बेहतर बनाएंगे यदि दस्तावेज़ हैंडलिंग सिस्टम वहाँ है तो सहयोग प्रौद्योगिकियां पारस्परिक संपर्क की अनुमति देंगी तो एक तस्वीर है जो दिखाती है कि विभिन्न स्थानों पर लोग और ट्रेनर उन्हें कैसे प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह ट्रेनर विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहा है जो अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं और एक जगह से ट्रेनर या सुपरवाइजर जो एक सुविधा है विभिन्न स्थानों पर कई व्यक्तियों से बातचीत कर रहा है अंत में मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा आईबीएम नई तकनीक का उपयोग कर रहा है जैसे कि सहयोगी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म जो कर्मचारियों को अपने साथियों और आभासी उपकरणों से सीखने की अनुमति देते हैं जो उन्हें विशेषज्ञों तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं और इसलिए इस प्रकार का सहयोगी ऑनलाइन शिक्षण बन रहा है बहुत मशहूर ये आभासी उपकरण उन्हें विशेषज्ञों की त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं और सहकर्मी सीखने के लिए सहज हो सकते हैं भले ही आईबीएम के सभी कर्मचारी एक ही इमारत में स्थित न हों इसलिए यदि वे एक ही इमारत में हैं और अलग अलग मंजिलों पर काम कर रहे हैं और इस प्रकार का सहयोगी ऑनलाइन शिक्षण निश्चित रूप से अधिक सहायक होगा कंपनी के वर्चुअल 3 डी ऑनलाइन वातावरण में भाग लेने वाले आईबीएम कर्मचारी ऐसे अवतारों का निर्माण करते हैं जो मनुष्यों के कंप्यूटर चित्रण हैं और यह एक अद्भुत योगदान है जहां एक कंपनी का आभासी 3 डी ऑनलाइन अवतारों का निर्माण कर रहा है और इसलिए वे अलग अलग कंप्यूटर और काम कर रहे हैं अब यदि वे एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं विचारों पर चर्चा और साझा करते हैं तो यह वह जगह है जहां बड़े संगठन और बड़े उद्यम हैं ये बड़े उद्यम जो भी काम करते हैं उसके आधार पर काम करते हैं जो वे विभिन्न स्थानों पर बैठकर एक ही इमारत में सीखते हैं अब अंत में ऑनलाइन सीखने में सहयोग के सामान्य तरीके हैं तो ऑनलाइन सीखने में सहयोग के विभिन्न सामान्य तरीके क्या हैं ऐसे चैट रूम हैं जिनमें प्रशिक्षु एक ही समय में पाठ या ऑडियो द्वारा संवाद कर सकते हैं चैट रूम को सुविधाकर्ताओं द्वारा संचालित किया जा सकता है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग जो एक बहुत ही आम प्रथा है जिसका मतलब है कि जहां प्रशिक्षु एक मॉडरेटर के साथ ऑनलाइन होते हैं वे टिप्पणियों को सुन सकते हैं संदेश भेज सकते हैं दृश्य प्रदर्शित कर सकते हैं वोट कर सकते हैं या एक परियोजना पर एक साथ काम कर सकते हैं तब सोशल नेटवर्किंग विशेष रूप से युवा पीढ़ी में बहुत लोकप्रिय हो गई है साथ ही प्रशिक्षु अन्य प्रशिक्षुओं प्रशिक्षकों दोस्तों और परिवार के साथ ऑनलाइन समुदायों और संदेश सेवाओं जैसे माइस्पेस फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जानकारी साझा कर सकते हैं अंत में मैं एक सामान्य और सरल विधि का उल्लेख करना चाहूंगा जो ईमेल है इसलिए प्रशिक्षु अलग अलग समय पर संवाद करते हैं प्रत्येक प्रशिक्षु मेल साइट पर संचार प्राप्त और प्रबंधित किया जाता है और इसलिए ये ऑनलाइन सीखने में सहयोग के बहुत ही सामान्य तरीके हैं और इस प्रकार के तंत्र और तकनीकों के उपयोग से संगठन अधिक से अधिक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ेगी लागत की बचत होगी और उत्पादकता अधिक होगी इसलिए यह सब प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में है धन्यवाद